सुप्रभात दोस्तों और स्वागत है फिर से NPTEL लेक्टर्स में प्रभावशाली लेखन पर औरआपके सामने खड़े हैं बिनोद मिश्रा और मै आशा करता हूँ आपको प्रभावशाली लेखन पर यह भाषण पसंदआ रहे हैं पिछले भाषणों में हमने लेखन की बातएक कला के रूप में की एक कौशल के रूप में हमने प्रभावशाली लेखन के विभिन्नसिद्धांतो के बारे में भी बात की और इस भाषण में हम बात करने जा रहे हैंयथार्थताऔर औचित्य की धारणाके सन्दर्भमें भाषण का यह शीर्षक शायद आपको बहुत जिज्ञासु बनाए कि क्या वास्तव मेंमतलब है यथार्थता और उचितता का मुझे एक उदाहरण देने दीजिए मान लीजिए आप एक बहुत प्रसिद्ध भोजनालय काटे हैं और आप या तो रात का खाना खाना है या कुछ और जब आपने खा लिया आप वास्तव में बहुत खुश हैं जो भोजन दिया गया था उससे अब क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये थाली या कैसे ये रात का खाना या कैसे ये खाने के पदार्थ बने होंगेइतनेआनंदायक इतने स्वादिष्ट यह वास्तव में ध्यान और चिंता है चेतना उन लोगों कि जो थालीबनने के पीछे हैं यही स्थिति लेखन के साथ भी है एक प्रसिद्ध थाली के लिए अनिवार्य है सही मात्रा सही माप हर चीज़ का उदाहरण के लिए मसाले तेल किस समय पर क्या चीज़ डालना किस अनुक्रममें किस मात्रा में यह सभी लगे हैं थालीको स्वादिष्ट बनाने में इसी प्रकार लेखन भी प्रभावशाली बन सकता है जब तक हमसचेतहैं यथार्थता और उचितता के प्रति अब हम अपनी लेखन को यथार्थ कैसे बना सकते हैं क्या वास्तव मेंमतलब है हमारा यथार्थता से मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है थालीबनाते समय या अगरबावर्चीभूल जाता है नामक डालना या चीनी डालना किसी थाली में या विपरीतता से या चीनी के जगह वह नमक डाल देता है और नमक के जगह वह चीनी डाल देता है वह थालीसही में बेकार बन जाएगी तो क्या गलत हुआ वास्तव में प्रक्रिया मापतोल और मात्रा और घटक भी जो वास्तव में डाले जाने थे वह सही से नहीं डाले गए भाषा में प्रभावशाली लेखन यथार्थता वास्तव में सभी लेखन की कसौटी है जब हम यथार्थता की बात करते हैं सहज रूप से हमारा दिमाग व्याकरण के नियमों पर जाता है आज जिस युग में हम रहते हैं हम वास्तव में बहुत सारे आकर्षण से प्रभावित हो जाते हैं हमारे पास कई आकर्षण हैं जोव्याकुलताके रूप में भी काम करते हैं मेरे प्रिय दोस्तों तो जब हम कुछ लिखते हैं या जब आप कुछ लिखते हैं अक्सर आप वास्तव में क्योंकि आप अनजान हैं या जल्दबाज़ी और विभजितलक्ष्यके वजह से आप भूल जाते हैं उन व्याकरणिक नियमों का पालन करना जो आपके वाक्योंको सही बना सकते हैं जो आपके लेखन को प्रभावशाली बना सकते हैं तो पहला नियम जो हम सभी को लेखक के रूप में ध्यान रखना चाहिए है कि मानक व्याकरणिक नियमों का पालन करें आजकल हमारे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और बहुत सारे यत्रोंके अतिरिक्त उपयोग के कारण क्या हो रहा है कि हम नियमों से बिलकुल फर्क नहीं पड़ रहा है मगर मेरे प्रिय दोस्तों कृपया याद रखें कि भले ही हम अल्प ध्यान देते हैं सही वाक्य लिखने पर परिणाम होता है जो भाव उत्पन्न होते हैंक्योंकि जो भी आप लिखते हैं आपके अभिलेख का हिस्सा बन जाता है तो जो भी बाहर जाता है वह वास्तव में हमारा एक ख़राब छविबनाता है इसलिए हमें पालन करना चाहिए मानक व्याकरणिक नियमों का बहुत कठिन है व्याकरण के सभी नियमों पर चर्चा करना कुछ कक्षाओं में मगर फिर मैने तय किया है उन मसलों को छूने काजिन्हें अक्सर कम ध्यान दिया जाता है और जिन्हें अक्सर नज़र अंदाज़ किया जा रहा है तो इस भाषण में हम बात करने जा रहे हैं पूंजीकरणके बारे में क्योंकि अक्सर हम में से कई अनजान बन जाते हैंपूंजीके उपयोग के बारे में और अक्सर हम छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं जब हमें पूंजीइस्तेमाल करनी होती है फिर हम अनजान लगते हैं दोहरे नेगेटिवके बारे में क्योंकि हमें कंप्यूटर की लत लग रही है हमें कई चीज़ों की लत लग रही है अपने दैनिक ज़िन्दगी में और हम काफी अनजान बन जा रहे हैं इस सत्य के बारे में कि भाषा व्याकरण के अनुसार चलता है और व्याकरण का मतलब है अनुक्रमका पालन करना नियमों का पालन करना तो हम बातें करेंगे दुगुनेनकार के बारे में भी अक्सर लोग सही लिखने के लिए वह क्या करते हैं वह दोगुने नकार का उपयोग करते हैं आप देख सकते हैं कैसे इन दो वाक्यों में जिनका मैने ज़िक्र किया है लेखक नहीं समझ पाया है किस प्रकार भूल की है उसने वह मुश्किल सेनहीं देख सकता थाअपने सुस्तीका परिणाम मेरे प्रिय दोस्तों दोनों शब्द नहीं देख सकता और मुश्किल से वास्तव में नकारात्मक हैं और हम सभी जानते हैं कि एक वाक्य को सार्थक होने के लिए हमें सिर्फएक नकारका उपयोग करना है तो जो वास्तव में इस वाक्य के लेखक कहना चाहते थे वह है के वह नहीं देख सकता था अपने सुस्ती का परिणाम तो क्या करना है कि खत्म कर देना है याहटा देना है एक नकारात्मक शब्द को इसे बेहतर कहा जा सकता है वह मुश्किल से देख सकता था अपने सुस्तीका परिणाम दूसरा वाक्य है फिर मैने कभी नहीं देखा किसी को भी अब अगर आप इसे देखें यह व्याकरण केदृष्टि से सहीलगता हैक्योंकि व्याकरण कहता है एक वाक्य बनता है एक विषय से एक क्रिया से और एक वास्तु से भी तो दिए गए वाक्य में हम देख सकते हैं जब हम कहते हैं मैने कभी नहीं देखा किसी को भी फिर यहाँहम पाते हैं एक मसला दुगुनेनकार का जो वास्तव में एक वाक्य का लेखक कहना चाहता है कि मैने कभी नहीं देखा किसी को तो होता क्या हैवास्तव में कि हम नज़रअंदाज़ कर देते हैं उपभोगता को और इसलिए हम वास्तव में यथार्थता को चुनौती देते हैं आप सभी मानेंगे कि हम वास्तव में लिखना चाहते हैं और हम सही अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो सही वाक्य लिखने के लिए प्रभावशाली वाक्य लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है कुछ बहुत जरुरीव्याकरणिक नियमों का जो अक्सर हम नज़रअंदाज़ कर देते हैं फिर आता है क्रिया का उपयोग हम सभी जानते हैं कि हम सभी क्रिया काइस्तेमाल करे आ रहे हैं कई वाक्योंमें अधिकतर समय मगर ऐसे स्थितयां होती हैं जब हमें क्रिया का उपयोग करना है मगर हम अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें माफ़ नहीं करा जा सकता है जिसे क्षमा नहीं करा जा सकता है एक और महत्वपूर्ण भाग यथार्थता का है विषय क्रिया समझौता विषय संख्या समझौता जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम जाएंगे उस विशिष्ट अनुभाग में वाक्य विन्यास के बारे में और फिर हम आवाज़ के उपयोग के बारे में भी बात कर रहे होंगे जब भी हम लिखते हैं हम वास्तव में लिखते हैं मतलब के लिए हम समझे जाने चाहते हैं और जैसा हमने पहले चर्चा किया है हमारे विभिन्न लक्ष्य होते हैं संचार करने के हमारे विभिन्न लक्ष्य होते हैं लिखने के और स्थिति के जरुरत के अनुसार स्थिति के आवश्यकता के अनुसार हमें वाक्य और अनुच्छेद प्रस्तुत करने हैं और उसके लिए भाषा है व्याकरण है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाताहै अब यह शब्द पूंजीकरणक्योंकि यही पहले है मेरे सूची में और कई नौसिखिए लोग जब वह कुछ शीर्षक लिखना शुरू करते हैं जो वह नज़रअंदाज़ करते हैं वह वास्तव में नज़अंदाज़ करते हैं कहाँ पूंजीकी भातिबरतनी है और कहाँ छोटे अक्षरों का उपयोग करना है तो कृपया ध्यान रखें पहला नियम जो शायद बहुत साधारण लगे मगर यह काफी मददकरहोगा जब आप बड़े अक्षरें लिख रहे हैं जब आप लिख रहे हैं क्योंकि मेरे प्रिय दोस्तों आप पूंजीकरणकरते रहेंगे ज़िदगीभरउस प्रकार के लिखन में जो आप करते हैं तो सबसे पहला नियम जो आप सभी को याद रखना चाहिए है पूंजीकी भाति बरतिए पहले शब्द और शीर्षक के सारे महत्वपूर्ण शब्दों की जब भी कोई शीर्षक हो देखिए कि पहला शब्द बड़े अक्षरों में है और ना केवल पहला शब्द बल्कि सारे महत्वपूर्ण शब्द जो शीर्षक में हैं पूंजीकृत हैं याद रखिए कि आर्टिकल्सपूंजीकृत नहीं हैं और पूंजीकृतभी हैं सभी संज्ञा सवर्नाम क्रिया क्रियाविशेषण विशेषणऔर पूर्वसर्ग जो आखिर मेंखड़े हैंया ५ अक्षर से ज्यादा के हैं अब देखिए कुछ उद्दहरणों को जो मैंने दिए हैं The Baltic Sea अब आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यों मैंने पहले शब्दthe को पूंजीकृतकिया है हालांकिमैने पहले ही कहा है कि आर्टिकलपूंजीकृतनहीं किया जा सकता है मगर क्योंकि इसी के साथ शीर्षक शुरू होता है इसलिए पहले शब्द को पूंजीकृत किया गया हैthe Baltic Sea पहला शब्द The Baltic Sea The Renaissance World War Second The Russian Revolutions यह सभी नाम हैं और इसलिए उन्हें पूंजीकृतकिया गया है मगर दिखिए इस आखरीवाक्यांश कोThe Grapes of Wrath तो यहाँ भी हमने पूंजीकृत कियाहै और हमने पूंजीकृत कियाहै पहला अक्षर इन सभी शब्दों में मगर फिर एक शब्द हैं जिसे हमने पूंजीकृतनहीं किया है क्योंकि यह इन सभी शब्दों के बीच में है और इसलिए इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है फिर जब आप किसी की ज़िक्र करते हैं उनकी पद और शीर्षक पूंजीकृतकरनी है कृपया ध्यान रखें कि कोई भी शीर्षक जो नाम से पहले आए उदाहरण के लिएPresident Kalam तो दोनोंPresident और Kalam पहला अक्षर इन दोनों शब्दों में पूंजीकृत है और फिर जब भी कोई पद है जब भी कोई शीर्षक है और शीर्षक के बाद नाम है तो वह नाम बहुत सार्थक है बहुतमहत्वपूर्ण जो व्यक्ति एक महत्वपूर्ण जगह पर हो तो इस स्थिति में यह पद कहता है Shri Narendra Modi the Prime Minister आप पाएंगे कि सभी शब्दों को पूंजीकृत किया गया है मगर फिर यहाँ हमने पूंजीकृतनहीं किया है जो एक है मगर फिर हमनेprime ministerपूंजीकृतकिया है मगर फिर जब यह पद बीच में आता है वाक्य के तब कोई जरूरत नहीं है पूंजीकृत करने की उदाहरण के लिए'he became a professor at the age of 40 the country has new precedent' यह वास्तव में एक वाक्य के रूप में है और इसलिए भले ही ऐसे शब्द हैं जो शीर्षक हैं जो महत्वपूर्ण हैंलेकिन फिर उन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया है फिर से कोर्स के नाम पत्रिका के नाम विश्वविद्यालय आदि भी पूंजीकृतहैं देखिए एक बार यहUniversity of Madrasमगर फिर जब आप कहते यह शब्दहैंIread in a universityयह शब्दuniversityपूंजीकृत नहीं होगा जब अब कुछ रिश्ते में हैं और वह रिश्ते वास्तव में उल्लिखित करते हैं विश्ष्ट लोगो को तब फिर से पहला शद्बपूंजीकृत है उदाहरण के तो यहाँ हम सब समझते हैं कि शब्द एक रिश्ते का शब्द है मगर फिर क्योंकि यह एक व्यक्ति को उल्लिकखित करता है और एक व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण बन गएइसलिए हमें हमेशा ऐसे लिखना चाहिए मगर फिर जब आप इसे एक वाक्य के रूप में लिखते हैं उदाहरण के लिएmy mother my father my brotherतो इस स्थिति में भले ही यह रिश्ते हैं यह पूंजीकृत नही होंगे पूंजीकरण के बाद हम जाते हैं विराम चिह्न पर ज्यादातर समय मेरे प्रिय दोस्तों आप पाएंगे लोग जानते नहीं हैं विराम चिह्न के बारे में प्रौद्योकिगीके बदौलत जिसने हमें वास्तव में हटा दिया है सुन्दर विराम चिह्नों से जो वास्तव में मतलब रखते थे जो वास्तव मेंनिरूपितकरते थे जो वास्तव में बहुत कुछ बताया करते थे मगर फिर सावधान लेखकों के रूप में हमें बहुत नुकताचीनहोना होगा और हमें प्रभावशाली उपयोग करना होगा विराम चिह्नों का प्रभावशाली रूप में लिखने के लिए तो कुछ आम विराम चिह्न जिन्हें हम ज्यादातर समय नज़रअंदाज़ कर देते हैं या जिन्हें हम ज्यादातर समय ज्यादा ध्यान नहींदेते हैं वह यहाँ ज़िक्र हो रहे हैं पहला है विराम जो बहुत साधारण है आप सभी जानते हैं कि हर वाक्य ख़तम होता हैविराम के साथ या पूर्ण विराम मगर फिर ऐसे कुछ शब्द संक्षेप भी हैं और पद भी वह वास्तव में पूर्णविराम लेते हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक डिग्री है आपऍम टेक हैंआप MAहैंआप PhD हैं आप पाएंगे कि यह सभी डिग्री वास्तव में पूर्ण विराम लेते हैं आप एक D Littहैं कुछ प्रकार के शब्द संक्षेपभी उदाहरण के लिए जब आप डॉक्टर लिखते हैं तो हम नहीं लिखते हैंdoctor D'Souza doctor Sinha doctor Mishra इस प्रकार से मगर फिर हम केवल संक्षिप्त रूप लिखते हैं यही स्थिति है प्रोफेसर के साथ तो हम Profलिखते हैं और फिर हम पूर्ण विराम लगाते हैं फिर आता हैबृहदान्त्र तो बृहदान्त्र वास्तव में ज्यादातर समय क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और समय बचाने के लिए हम अक्सर भूल जाते हैं बृहदान्त्र के उपयोग करना और वह वास्तव में धुंदला कर देता है मतलब की वह ज्ञान जो हम वास्तव में पहुंचाना चाहते हैं एक बृहदान्त्र वास्तव में उपयोग होता है आगे की व्याख्या का संकेत देने के लिए और चीज़ों की सूची से परिचित करने के लिए जब भी आप ज़िक्र कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ों का सहज रूप में आप वहां बृहदान्त्र डालते हैं आजकल आधुनिक समय में जब लोग किसी को खत लिखते हैं वहां भी वह लिखते हैं प्रिय श्रीमान ऐसे और फिर वह बृहदान्त्र डालते हैं यह वास्तव में नया उपयोग है आह मगर फिर एक वाक्य में जब आप बृहदान्त्र देने जा रहे हैं जब आप बृहदान्त्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बृहदान्त्र के तुरंत बाद जो पहला शब्द आप लिखते हैं वह वास्तव में पूँजी के साथ नही शुरू होना चाहिए वह एक छोटे अक्षर के साथ शुरू होगा Man is full of desires he loves only those who can satisfy them all यह वास्तव में एक उपधारा है और यह वास्तव में एक उपधारा है जिसका वास्तव में अर्थ है कि एक पूरीसमझ उसमें है मगर फिर हमें एक बृहदान्त्र डालना होगा क्योंकि हम बात करने जारहे है किसी चीज़ के बारे में और कुछ समझाया जा रहा है इसीतरह दुसरे वाक्य में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं तीनप्रेम प्रसंगयुक्तशब्द और हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ कॉलरिज और कीट्स के बारे में और फिर एक परेशानी भरा विराम जिह्न है वह हैसेमीकोलन और काफी अवसरों पर हम भ्रमित हो जाते हैं भरदांतर और सेमीकोलन के बीच में मगर फिर हमें काफी सावधान रहना है जब आप उसका उपयोग कर रहे हैं सेमीकोलन वास्तव में इस्तेमाल होता है दो आत्मनिर्भर निर्माणों कासंकेत करने के लिए जिन्हें जोड़ा गया है बिनायुतिके मुझे लगता है आप शायद सोच रहे होंगे कि मै आपको वापिस ले जा रहा हूँ आपके स्कूल के दिनों में मगर मेरे प्रिय दोस्तों अक्सर यह बहुत जरूरी होता है याद दिलाया जाना क्या हमने स्कूल के दिनों में सीखा था मगर फिर हम भूल रहे हैं आजकल एक सेमीकोलन का उपयोग अलग करने के लिए भी होता है आत्मनिर्भर उपधारों को जिन्हें जोड़ा गया हैhowever या thereforeसे अब यह वास्तव में क्योंकि जब आप विराम देते हैं अपने वाक्यों को जब आप विराम देते हैं वाक्य के शब्दों को आप वास्तव में अपना मतलब बहुत प्रभावशाली ढंग से पहुंचाएंगे उदाहरण के लिए समझदार लोग सीखते हैं दूसरों कि गलतियों से मूर्ख सीखकते हैं अपने से आप पाएंगे कि यह दो वाक्य आत्मनिर्भर एकांकहैं आत्मनिर्भर निर्माण और मगर फिर आपने इन्हें साथ जोड़ दिया और उनका अर्थ पहुँचाने के लिए आप क्या करते हैं आपको वास्तव में लिखना होता है आपको वास्तव में सेमीकोलन का एक ज़िक्र करना होता है और फिर आखरी वाला जो मुझे लगता है अक्सर नज़रअंदाज़ होता है या लोग कभी कभी बहुतआश्वस्तहो जाते हैंअल्पविरामका उपयोग करने में मगर फिर ऐसे स्थितियां हैं जब वह कई बाधाएं और भ्रांति से भी मिलते हैं जब वह अल्पविराम का उपयोग करते हैं मेरे प्रिय दोस्तों एक अल्पविराम का उपयोग होता है भले ही हम उन्हें वाक्यों के इस्तेमाल करते हैं मगर अक्सर जब आप लिखते हैं और आम है यह आप गलती जिससे हम मिलते हैं जब आप लिख रहे हैं तारीख डिग्री अभिवादन और प्रारंभिक वाक्यांश अल्पविराम का उपयोगआवश्यक बन जाता है उदाहरण के लिए जो वाक्य मैने इधर दिए हैं the people of this country are I believe extraordinarily courteous अब आप यहाँ देखते हैं areऔर I believeदोनों के बाद मैने अल्पविराम डाला है क्योंकि हम उपयोग ऐसे करते हैं मांग क्योंकि जब आप इन्हें अलग करने जाते हैं और तब भीजब आप किसी विशिष्ट तारीख का उपयोग करने जाते हैं जैसे सितंबर ९ २०१९ तो सितंबर ९ और २०१९ वह वास्तव में अलग किए जाने हैं अल्पविराम से फिर से जब भी आप उपयोग कर रहे हैं प्रारंभिक वाक्यांशों का जैसा मैने कहाthe new ministerI think soजब आप इसे पढ़ते हैं इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो जब भी कोई लिखता हैकोईलिखता है सिर्फ दूसरों के समझने के लिए और विराम चिह्नकेवल इन स्टेशन के तरह है जैसे वह स्टेशन हैं कि यह वास्तव में संक्रांति हैं और यह वास्तव में आपकी मदद करते हैं लेखक के गर्भित अर्थ को विराम चिह्न के बाद अब हम बढ़ते हैंमानकऔर स्वतंत्र लेखन ओर अब जैसा मैने पहले कहा था समय के कमी के कारन और क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं हर दुसरे पल हम बहुत अनजान बन रहे हैं पूर्वसर्ग सवर्नाम और आर्टिकल्सके उपयोग के बारे में और क्या होता है परिणाम यह है कि जब आप एक वाक्य बनाते हैं गलत के कारण पूर्वस्तर के गलत उपयोग के कारण और आर्टिकल्सभी आपकी लेखन प्रभावशाली नहीं बनती है बल्कि वह अप्रभावी बन जाती है और कृपया याद रखें कि बहुत शब्द हैं और विशिष्ट रूप में सबसे अधिक मुसीबत हमें मिलती है क्रिया से ज्यादातर समय हमें क्रिया से समस्या आतीहै तो उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कैसे लेखन बहुत लापरवाह हुए हैं पहले वाक्य मेंपूर्वसर्ग उपयोग करते हुए When we grow old we become sensitive against all sorts of happening तो यह एक गलत उपयोग है बेशक पूर्वसर्ग पर एकविशेषज्ञहोना कठिन कार्य है मगर फिर हम सभी को अगर हम कोशिश करें हम एक प्रकार की विशेषज्ञता विकसित क्र सकते हैं और आपको एक बढ़िया व्याकरण की किताबको परामर्श करना होगा ताकि आप याद रख पाएं अब पिछले वर्षों में पता चला है कि लोग गलत उपयोग कर रहे हैं पूर्वसर्ग का और वह ना केवल अर्थ अस्पष्ट कर रहे हैं बल्की वह अपनी एक बुरी चित्र भी पेश कर रहे हैं अब दिखिए दुसरे वाक्य को द परफॉरमेंस ऑफ़ द न्यू पाइप इज़ सुपीरियर दैनद ओल्ड वंस आपको आवश्य याद रखना होगा कि इस प्रकार के शब्द सुपीरियर और इन्फीरियर सीनियर जूनियर सभी वास्तव में पूर्वसर्ग toलेते हैं तो जब भी आप ऐसे शब्द से मिलें कृपया सुनिश्चित करें कि आप पूर्वसर्गtoका उपयोग करते हैं फिरwhoever loved that loved not in first sight यह वास्तव में एक उद्धरण हैं एक बहुत प्रसिद्ध लेख का तो हम अक्सर कहता हैं मगर जब आप वाक्यों को इस्तेमाल करते हैं आप अक्सर यह भूल जाते हैं तो हमें कहना है लव ऐट फर्स्ट साईट लव नॉट ऐट फर्स्ट साईटफिर से वाक्य में जैसे सीन डॉग्स इवन टू डेथ नो सीन डॉग्स इवन आफ्टर डेथ तो यह गलत उपयोग हैं मगर फिर समझने के लिए कैसे आप सही पूर्वसर्ग का उपयोग कर सकते हैं बेहर है जांचना व्याकरण की एक बढ़िया किताब को अब जैसा मै चर्चा कर रहा था कि ज्यादातर समय हम मिलते हैं क्रिया केदोषपूर्ण उपयोग से जिन्हें हम कह सकते हैं कि यह शब्द परेशानी वाले क्रिया हैं अब क्या हैं यह परेशानी वाले क्रिया एक व्यक्यि को हमेशा याद रखने होगा कि पांच परेशानी वाले क्रिया होते हैं पांच वर्ग मेरा मतलब पांच वर्ग क्रियाओं के तो पहला है रिलेशनल शब्द रिलेशनल शब्द या रिलेशनल क्रिया अब यह रिलेशनल क्रिया अक्सर लोग पाए गए हैं बहुत उनुचित उपयोग करते हुए इनका उदाहरण के लिए क्रिया जैसे अपीयर बिलोंग टू कन्सिस्ट ऑफ़ इक्वल इंक्लूड रिक्वायर हमें यह भी याद है कि यह क्रिया प्रगतिशील रूप में नहीं इस्तेमाल की जा सकती है तो अब कई लोग क्योंकि उन्हें वास्तव में पसंद है अंग्रेज़ी बोलना और अंग्रेजी लिखना वह क्या करते हैं कि आप मिल सकते हैं ऐसे वाक्यांशों से वाय ही इज़ अपियरिंग सो सैड टुडे मेरा मतलब यह वास्तव में गलत उपयोग है वाय इज़ ही नॉट रेसेम्ब्लिंग हिस फादर यू आर सीमिंग टायर्ड अब इन सभी वाक्यों में आप पाएंगे कि जो शब्द या जो क्रिया इस्तेमाल किए गए हैं अपने प्रगतिशील में वह गलत है बल्कि को हमें कहना चाहिए है वाय डस ही अपीयर सो सैड ही डस नॉट रेसेम्ब्ल हिस फादर यू सीम टायर्ड फाइन तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं प्रगतिशील का यहाँ फिर रिलेशनल शब्द के बाद हमें आना चाहिए बाकी परेशानी वाले क्रियाओं पर यहाँ होते हैं जैसा हमने कहा था रिश्ते के क्रिया भावना के क्रिया क्या है भावना के क्रिया शब्द जैसे अडोर अभोर डिटेस्ट लाइक डिसलाइक हेट लव सभी भावना के क्रिया हैं तो हमें कभीभी उन्हें उनके प्रगतिशील रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए आप नहीं कह सकते हैं आई ऍम डिस्लाइकिंग यू आई ऍम हीटिंग यू आई ऍम लविंग यू तो यह सभी क्रिया वास्तव में यह आपको अनुमति नही देतीं हैं उन्हें प्रगतिशील बनाने का मगर ऐसे कुछ अपवाद हैं जब आप कर सकते हैं अब देखते हैं इस उदाहरण को जहाँ आप संशोधन कर सकते हैं इंडियंस आर अडोरिंग गाँधी इवन टुडे हमें कहना है इंडियंस अडोर गाँधी इवन टुडे तो यह शब्द अपना प्रगतिशील रूप नहीं लेंगे बल्कि कुछ स्थिति में जब कोई आपसे पूछता है डू यू हेट दिस आप हमेशा कह सकते हैं ऑफ लेट आई हैव स्टार्टेड हेटिंग इट मगर फिर जब आपने विकसित नही किया है उस प्रकार की विशेषज्ञता आप वास्तव में सिख रहे हैं इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि यह क्रिया अपना प्रगतिशील रूप नही लेते हैं अगले हैं वह क्रिया जो एकअनुभूतिहैं उदाहरण के लिए क्रिया जैसे सी स्मेल टेस्ट यह अनुभूति की क्रिया हैं आप नही कह सकते हैं आई ऍम नॉट हियरिंग एनीथिंग बल्कि आपको कहना पड़ेगा आई डू नॉट हिअर एनीथिंग क्योंकि यहाँ एक अनुभूति है नहीं सुना आप अपने कान से सुनते हैं तो आए डू नॉट हेअर एनीथिंग अक्सर कानूनी समझ में हम कह सकते हैं द जज हैड बीन हियरिंग एवरीथिंग वैरी पेशेंटली दे हैव अ हियरिंग इन द कोर्ट इस तारीख पर मगर फिर यह केवल अपवाद हैं द ओल्ड मैन कैननोट सी ठीक है क्योंकि यहाँ इसका ज़िक्र दृष्टि देने के लिए हुआ है मगर जब आप सी का इस्तेमाल प्रगतिशील रूप में करते हैं वह वास्तव में अलग अर्थ ले लेता है उदाहरण के लिए ही इज़ सीइंग द मिनिस्टर टुमॉरो आई ऍम सीइंग द प्रोफेसर टुमॉरो तो इसका वास्तव में मतलब है आप मिलने जा रहे हैं आप उनसे मिलने जा रहे हैं कुछ अवसरों पर क्रिया जो अधिकार के वर्ग से हैं उदाहरण के लिए कभी कभी हम कहते हैं आई ओ यू अ डेट हम नहीं कह सकते हैं आई ऍम ओइंग यू अ डेट आई हैव अ कार दे हैव अ कार यू हैव अ कार ना कि दे आर हैविंग अ कार अक्सर लोग इसका गलत उपयोग करते हैं और वह कहते हैं ही इज़ हैविंग अ फ्लीट ऑफ कार्स नहीं ही हैस गॉट अ फ्लीट ऑफ कार्स तो हैस का अर्थ हैएक अधिकार का भावना मैने काफी सारे उदाहरण दिए हैं और आप कर सकते हैं अपने सहनशील पढ़ाई के साथ आप सीख सकते हैं उन्हें अब कभी कभारक्रियाओं की आखरी वर्ग हम आ रहे हैं शब्दों पर जैसे बिलीव फॉरगेट नो मीन माइंड रीयलाइज़ रीकल्लेक्ट रीकॉल यह सभी क्रिया क्रिया यासंज्ञानहैं संज्ञान मेरा मतलब है समझ यहसंज्ञानात्मकशब्दमनोविज्ञानसे है तो कभी कभार जब आप कहते हैं आई डू नॉट थिंक ही इज़ सो बैड आप नही कह सकते हैं आई ऍम नॉट थिंकिंग ही इज़ सो बैड जब आप कहते हैं आए डू नॉट थिंक ही इज़ सो बैड आप वास्तव में एक विचार व्यक्त कर रहे हैं वह सोच रहा है मगर फिर जब आप कुछ करने जा रहे हैं जब यह संभावना है आप कह सकते हैं आई ऍम थिंकिंग ऑफ़ बाइंग अ न्यू हाउज़ बाइंग अ न्यू कार इस तरह हाऊ डू यू फील और उत्तर होगा आए ऍम फीलिंग बेटर फाइन मगर आप नहीं कह सकते हैं हाऊ आर यू फीलिंग टुडे आपको हमेशा कहना चाइए हाऊ डू यू फील टुडे है ना तो क्रिया के यहपांच वर्ग रिलेशनल क्रिया विरोध भावना संज्ञान तो हमें सभी क्रिया ध्यान में रखनी है और अगला है आर्टिकल्स का उपयोग और उच्चारण आप सभी जानते हैं कि तीन आर्टिकल होते हैं अ ऐन द आप पढ़ते आ रहे हैं मगर फिर जब उपयोग करना होता है आप वास्तव में यह नुस्खा लगाते हैं कि अगर शब्द वोवल से शुरू होता है सुनाई देता है वोवल जैसा फिर सहज रूप से वह ऐन लेगा नहीं मेरे प्रिय दोस्तों आपको एक और नियम याद रखना होगा आर्टिकल का चुनाव अ ऐन द सीमित नहीं है केवल वोवल अक्षरों तक बल्कि वोवल आवाज़ों तक उदाहरण के लिए माई ब्रदर इज़ ऐन इसडीओ माई फ्रेंड इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ठीक ऐन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्टैंड्स ट्रू इवन इन एडवर्स कंडीशन यहाँ बेशक आप पाएंगे यह शब्द ऑनेस्ट एच से शुतु होता है मगर क्योंकि जब हम ऑनेस्ट शब्द उपयोग करते हैं तो जो आवाज़ आती है वह वोवल है फिर से ऐसे कुछ उद्धरण हैं जो मैने लिए हैं और मैने इन्हें बनाया हैबहुत आप जानते हैं उस प्रकार की समझ के साथ कि क्योंकि आपको याद है इसलिए मैने आर्टिकल्स का गलत उपयोग किया है यहाँ क्या आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए द थिंग ऑफ़ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर यह एक प्रसिद्ध उद्धरण है तो क्या गलत है यहाँ अ थिंग ऑफ़ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर दुसरे वाले में भी जो रोमियो एंड जूलिएट से है आप सभी ने शायद सुने होगी कहानी रोमियो एंड जूलिएट की शेक्सपीअर द्वारा जहाँ नायिका जूलिएट कहती है वॉट इज़ इन अ नेम दैट विच वी कॉल बाय रोज़ बाय ऐनी अदर नेम वुड स्मेल ऐज़ स्वीट वास्तव में यह ज़िक्र करता है रोमियो और जूलिएट के बीच की कहानी का रोमियो जूलिएट से प्यार करता है मगर फिर उन दोनों के परिवार एक दुसरे से साथ युद्ध में हैं मुसीबत में हैं और इसीलिए रोमियो अपना प्यार नहीं स्वीकार करेगा क्योंकि रोमियो का नाम रोमियो मौंटेग है तो इसी पर जूलिएट जवाब देती है वॉट इज़ इन अ नेम द रोज़ दैट विच वी कॉल अ रोज़ बाय ऐनी अदर नेम वुड स्मेल ऐज़ स्वीट तो वहां भी हमने गलत उपयोग किया है द का तो हम इसे बदल सकते हैं वॉट इज़ इन अ नेम फिर से आखरी वालाआखिरीछंदजो मैने लिया है वेस्टलैंड से और जहाँ आप देख सकते हैं कितनी निपुणतासेप्रसिद्ध लेखक प्रसिद्ध कवि ने बनाया है द क्रॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैस इट बिगैन टू स्प्राउट विल इट ब्लूम दिस ईयर और हैस सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्बड इट्स बैड यहाँ आप देख सकते हैं ना केवल आर्टिकल्स का उपयोग बल्कि सवर्नाम का उपयोग हैस इट डिस्टर्ब्स डिस्टर्बड इट्स बैड तो मेरे प्रिय दोस्तों जब भी आप उपयोग करेंगे प्रभावशाली वाक्यों का आपको देखना होगा कि आप प्रभावशाली हो सकते हैं केवल अपने वाक्य सही बना कर फिर यथार्थता के सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है समझौता हम सभी को याद रखना चाहिए कि जब विषय जुड़े हैं इदर और से और यह विषय एक वचन हैं क्रिया एक वचन होगी मगर फिर समस्या आती है जब विभिन्न विषय होते हैं उदाहरण के लिए अगर एक विषय एक वचन है और दूसरा बहुवचन है क्या करने चाहिए आपको So in that case you should remember that if the subjects are different then the verb should agree with the nearest subject Now have a look at this and then later you can yourself create several sentences 'Neither the culprit nor the witnesses were issued summons in the case' Here you see the first subject is 'culprit' and the second subject is 'witnesses' Now you might often be confused as to how we can do that how we can do that So you see here the second subject is plural and that iswhy youhave made you stopped plural had the witnesses being the first subject or culprit is the second then again the work would have been work could have agreed with the culprit तो इस स्थिति में आपको याद रखना चाहिए कि अगर विषय अलग हैं तब क्रिया को समझौता करना चाहिए सबसेनज़दीकीविषय के साथ अब एक बार यह देखिए और बाद में आप स्वयंबना सकते हैं कई वाक्य नीदर द कल्प्रिट नॉर द विटनेसेस वैर इशूड समंस इन दिस केस यहाँ आप देख सकते हैं पहला विषय है कल्प्रिट और दूसरा विषय है विटनेसेस अब आप शायद भ्रमित होंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम ऐसा तो आप यहाँ दूसरा विषय बहुवचन है और इसलिए आपने बहुवचन किया अगर द विटनेसेस पहला विषय होता और कल्प्रिट दूसरा तब फिर वर्क होता वर्ककल्प्रिट से सहमत होसकता था So please remember then we have taken another sentence another example The verb of a relative clause most of the time people often confuse between what is a relative clause So the verbs of a prefer relative clause will agree with the antecedent of the relative pronoun For example here you see this you look at the sentence he is only one of those students who submit assignments in time You might be thinking that here the nearest subject is students but why we have put submits here because the antecedent of the relative pronoun is he he is only one of those students who submit assignments in time तो कृपया याद रखें फिर हमने दूसरा वाक्य लिए है दूसरा उदाहरण सापेक्ष उपधारा की क्रिया ज्यादातर समय लोग भ्रमित हो जाते हैं सापेक्ष उपधारा की क्रिया क्या है के बीच में तो सापेक्ष उपधारा की क्रिया समझौता करेगी सापेक्ष सवर्नाम से पूर्वपद से उदाहरण के लिए यहाँ आप देखते हैं देखिए वाक्य को ही इज़ ओनली वन ऑफ़ दोज़ स्टूडेंट्स हू सबमिट असाइनमेंट्स इन टाइम आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ सबसे नज़दीक विषय स्टूडेंट्स है मगर क्यों हमने यहाँ सब्मिट्स डाला है क्योंकि सापेक्ष सवर्नाम का पूर्वपद ही है ही इज़ ओनली वन ऑफ़ दोज़ स्टूडेंट्स हू सब्मिट असाइनमेंट्स इन टाइम The second sentence again like this he who stands firm against all odds succeed finally here odds is there but then we have made use of succeeds because it actually should be in agreement with theworldhe दूसरा वाक्य फिर ऐसा है ही हू स्टैंड्स फर्म अगेंस्ट ऑल ऑड्स सक्सीड फाईनली यहाँ ऑड्स हैं मगर फिर हमने सक्सीड्स का उपयोग किया है क्योंकि यह वास्तव में समझौते में होना चाहिए दुनिया ही के साथ तो इस समझौते या वाक्यकी चर्चा करने के बाद हमेंअंतर निकालनेकी कोशिश करनी चाहिए अ नंबर ऑफ़ और द नंबर ऑफ़ के बीच में ज्यादातर समय लोग सोचते हैं कि दोनों पर्यायवाची हैं नही जब हम इस्तेमाल करते हैं अनंबर ऑफ़ वास्तव में इसका अर्थ है अ नंबर ऑफ़ हमेशा बहुवचन है और द नंबर ऑफ़ हमेशा एकवचन है अ नंबर ऑफ़ क्वेस्चन्स रिमेन अनानसर्ड जैसे आप देख सकते हैं मगर जब आप कहते हैं द नंबर ऑफ़ द नंबर ऑफ़ कोर्सेस द नंबर ऑफ़ एमओओसी कोर्सेस हैस इनक्रीज़्ड हाईली हैव हम हैस उपयोग कर रहे हैं मगर फिर यह एक कोर्स है क्योंकि जिस संख्या हम वास्तव में संख्या की बात कर रहे हैं हम कि कितना कितने लोग जानते हैं तो यह है जो एक व्यक्ति हो याद रखना चाहिए फिर जब एक उपधारा वाक्य के एक विषय का रूप लेती है वह वास्तव में समझौता करेगा नोशनल विषय के साथ नोशनल विषय कई स्थितियों में आपको कोई विषय नहीं मिलेगा उदाहरण के लिए वॉट वॉस वन्स अ ड्रीम हैस बिकम अ रिऐलिटी अब कहाँ है विषय कोई विषय नहीं है तो हम क्या लरते हैं कि हम मान लेते हैं उसे एक विषय हमें मान लेते हैंउसे एक नोशनल विषय और इसलिए यह एक मात्रक है हम इसे एक मात्रक मानते हैं औरवॉट वॉस वन्स अ ड्रीम हैस बिकम अ रिऐलिटी फिर दूसरेमें आप पाएंगे फीयरफुल जंगल्स इसे एक विषय माना जा रहे हैं नोशनल विषय और फिर हम बहुवचन का उपयोग करते हैं वास्तव में लोगों के बीच उलझन है कि जब भी कोई शब्दइस से खतम होता है और यह विषय का रूप लेती है तो इसे बहुवचन होना चाहिए नहीं कई उदाहरण हैं पॉलीटिक्स मैथमैटिक्स मीज़ल्स अकूस्टिक्स यह सभी तो यह वास्तव में यह हमेशा यह हमेशा इस से ख़तम होंगे मगर यह एकवचन हैं पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ द इम्पॉसिबल मीज़ल्स इज़ स्टिल अ फेटल डिज़ीज़ मैथमैटिक्स इज़ ऐन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो यह कुछ बुनियादी चीज़ें जो सभी लेखक मेरा मतलब जो लिखना शुरू करते हैं जो लिखने के बीच में हैं इन सभी लोगों को यह चीज़ें ध्यान में लेनी चाहिए और अगला है आवाज़ का उपयोग मेरे प्रिय दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हम कुछलिखते हैं जब हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाने का हम वास्तव में दो प्रकार के वाक्य इस्तेमाल करते हैं या तो हम उन्हें सक्रिय आवाज़ में इस्तेमाल करते हैं या हम उन्हें निष्क्रिय में इस्तेमाल करते हैं जरूरत के अनुसार कभी आपको लगेगा कि आपको जरूरत नहीं है एजेंट की कभी आपको लगेगा आपको जरूरत है और इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आवाज़ आवाज़ दो हैं सक्रिय और निष्क्रिय जब आप एक वाक्य बनाते हैं सक्रीय आवाज़ में आप वास्तव में ताज़गी दिखाने की कोशिश करते हैं और जब आप वास्तव में कम दिलचस्पी दिखाने की कोशिश करते हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं निष्क्रिय परिवर्तन उदाहरण के लिए व्यवसाय की दुनिया में आप पाएंगे जब आप कोशिश करते हैं स्थिति की गंभीरता घटाने की आप निष्क्रिय आवाज़ का उपयोग करते हैं मेरे प्रिय दोस्तों तो सक्रिय अकाज में एक वाक्य जोरदार लगता है और कार्य और एजेंट के बीच के रिश्ते स्वाभाविक लगते हैं निष्क्रिय आवाज़ बहुत नकली लगता है इसलिए ज्यादातर वाक्य जिन्हें आप लिखते हैं सक्रिय में होने चाहिए जब आप कुछ कहने जाएंगे जहाँ आपको लगे आप या तोह अपना मागदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के लिए योर केस वॉस नॉट डिसकस्ड इन द मीटिंग कोई आप पूछता है वॉस माई केस डिसकस्ड इन द मीटिंग और आप वास्तव में उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं आप कहते हैंयोर केस वॉस नॉट डिसकस्ड इन द मीटिंग मगर फिर आप ताज़ा होना चाहते हैं आप कहते हैं वी डिसकस्ड योर केस इन द मीटिंग वी हैव डिस्पैच्ड योर कन्साइन्मेंट्स इन दिस मॉर्निंग वी हैवडिस्पैच्ड दिसकन्साइन्मेंट्स इन दिस मॉर्निंग अब किसी ने एक बहुत लम्बा क्रोधित पत्र लिखा और आप उसे शांत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ मेरा मतलब व्यवसाय रिश्ता तो फिर हमें उपयोग करना होगा बहुत सक्रीय वाला वी हैवडिस्पैच्ड या आप कर सकते हैं योर कन्साइन्मेंटहैस बीनडिस्पैच्ड मगर फिर इसका अर्थ कम होता मेरे प्रिय दोस्तों भाषा एक बहुत जटिल प्रक्रिया है मगर फिर प्रभावशाली लेखन के रूप में जब हम लिख रहे हैं हमें देखना चहिए कि हम सही वाक्य लिखें हम बोलना जारी रख सकते हैं हम चर्चा जारी रख सकते हैं व्याकरण के नियमों के बारे में मगर याद रखिए कि इन व्याकरण के नियमों की मदद के साथ इन संचारात्मकइकाइयोंकी मदद के साथ आप वास्तव में अपना एक प्रभाव बनाएंगे समाज में कार्यालय में इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप प्रभावशाली व्याकरण का उपयोग करें आप अपना वाक्य प्रभावशाली रूप में लिखें ताकि व्याकरणिक अर्थ खो नहीं जाए ल क्योंकि आप सभी एक अच्छी छविचाहते हैं आने वाले दिनों में और अच्छी छवि पाने के लिए हमेशा बेहतर होता है ध्यान रखनासही वाक्य इस्तेमाल करने का यही मेरा मतलब है सुधारसे और अगला भाषण में हम बात कर रहे होंगे उचितता के बारे में तब तक अपने वाक्य सही करते रहिए अगर वह व्याकरणिक नहीं हैं और सही लिखते रहिए प्रभावशाली लेखन बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो